प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका के दूसरे भाग में मैं दूसरी तरफ से आज के सीखने के साथ शुरू करूंगा अब आप पहले भाग में देखें कि हमने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों के बारे में चर्चा की है अब हम इस बारे में बात करेंगे कि आज के शिक्षार्थी कैसे सीख रहे हैं क्योंकि आज हर कोई डिजिटल साक्षर हो रहा है एक बदलाव है बदलाव यह है कि जो प्रशिक्षु वहां आ रहे हैं वे भी अधिक तकनीकी जानकार हैं इसलिए टेक सेवी के मामले में प्रशिक्षकों को भी कम से कम समान की आवश्यकता होती है केवल उस स्थिति में वह उस तालमेल और संतुलन को विकसित करने में सक्षम होगा और तालमेल और संतुलन की आवश्यकता होती है क्योंकि शिक्षार्थी डिजिटल रूप से साक्षर होते हैं तो ट्रेनर को भी डिजिटल रूप से साक्षर होना होगा ताकि एक ही भाषा में बात कर सकें दूसरा है मोबाइल फोन मैं यह साझा करना चाहूंगा कि कई स्थानों पर मोबाइल बहुत लोकप्रिय हो रहा है सोशल मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग करने के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है क्योंकि इसका उपयोग तेज गति से संवाद और संदेश देने के लिए किया जा सकता है तो प्रशिक्षु और शिक्षार्थी क्या हैं वे अधिक मोबाइल प्रेमी हैं और इसलिए हमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य से इस तरह के लोकप्रिय गैजेट का उपयोग करने के बारे में सोचना होगा तीसरा यह है कि संदेश दिन के किसी भी समय भेजे जा सकते हैं आप उन्हें रातों में भी भेज सकते हैं और तुरंत साझा किया जा सकता है इसका मतलब है कि अगर प्रशिक्षु 2 बजे आधी रात को कुछ भी सीखना चाहता है तो निश्चित रूप से वह प्रौद्योगिकी पर आसानी से पहुंच सकता है और इसलिए वह आधी रात को भी मिल सकता है या जब भी उन्हें समय मिलता है वे उस तक पहुंच सकते हैं किसी को भी समय के कारण अटका हुआ महसूस नहीं होगा मैंने एक स्लाइड में दिखाया है कि तकनीक डॉक्टरों या चिकित्सा पेशेवरों के लिए भी उपयोगी है आपात स्थिति के मामले में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वे परिवार के सदस्यों या अन्य डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं इसलिए आज के शिक्षार्थी हमेशा विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं अब आज के शिक्षार्थी अनुभवात्मक में अधिक रुचि रखते हैं वे अधिक रचनात्मक अधिक नवीन और प्रौद्योगिकी के संपर्क में होने के कारण इसलिए वे अधिक प्रयोगात्मक हैं और जिसके परिणामस्वरूप हम पाएंगे कि वे सामाजिक रूप से अधिक जुड़े हुए हैं और हर बार जुड़े रहने में विश्वास करते हैं इसलिए उनका नेटवर्किंग का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है इस वजह से सीखने और गैर सूचीबद्ध करने का अभ्यास भी बढ़ गया है अब मैं प्रौद्योगिकी के लाभ और मैनुअल के बारे में जानने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करूंगा असल में जब भी हम विस्तार कर रहे होते हैं तब सामाजिक संबंध का प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह बताता है कि लोग इस विशेष उच्च स्तर की नेटवर्किंग उनकी दक्षता उनके सीखने उनकी कनेक्टिविटी पर कैसे काम कर पाएंगे और जब उनकी कनेक्टिविटी अधिक होगी तो यह निश्चित है कि उनके सीखने की गति तेज होगी और अगर कोई ज्ञान का भूखा है तो वह निश्चित रूप से तकनीक का अधिकतम उपयोग करेगा और प्रभावी प्रदर्शन करेगा अब यहाँ आप कक्षा की इस विशेष तस्वीर में देखते हैं जहाँ युवा बच्चे हैं देखते हैं कि वे सीखने में तकनीक का उपयोग कैसे कर रहे हैं और वे इस प्राथमिक विद्यालय स्तर पर भी कैसे काम कर रहे हैं आप पाएंगे कि छात्र इस उम्र में कैसे सीख रहे हैं और जब वे कारपोरेट में या अकादमिया में काम करने वाले पदों पर आएंगे तो उनके पास किस स्तर की तकनीक होगी और फिर ट्रेनर से उनकी क्या उम्मीद होगी और फिर सीखने का माहौल कैसा होना चाहिए इसे हमें ध्यान में रखना होगा अब यहाँ आप एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण देखते हैं और यह क्यूआर कोड का उपयोग करते हुए मोबाइल आधारित सीखने के बारे में है और फिर यदि इस प्रकार का प्रशिक्षण है तो यह पहुंच को बढ़ाता है और यह है और तेजी से सीखना है एक अन्य उदाहरण एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम हो सकता है मैं इस बारे में बात करूंगा कि वे अधिक प्रभावी ढंग से कैसे काम कर रहे हैं अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पाठ आधारित चर्चाएँ हैं अब जब भी हम इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यह कुछ दूरी पर बैठे लोगों के लिए सीखने का विशेष स्थान बन रहा है इसी तरह एक अन्य तस्वीर में आप देखेंगे कि यह सीखने का युग है और इसलिए प्रौद्योगिकी है इस तरह का एक अद्भुत उपहार बचपन से ही हम निबंध लिख रहे हैं कि क्या विज्ञान वरदान है या प्रतिबंध तो स्वाभाविक रूप से कुछ नुकसान भी होंगे लेकिन निश्चित रूप से जब इसका उपयोग मानव की भलाई के लिए किया जाता है और तब हमारा उद्देश्य और लक्ष्य बहुत रचनात्मक होते हैं हमारा उद्देश्य और लक्ष्य समाज की सेवा करना है हमारा उद्देश्य और लक्ष्य रखना है समाज स्वस्थ प्रगतिशील शिक्षित और फिर इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप पाएंगे कि वे बहुत प्रभावी होते जा रहे हैं कि कैसे ये शिक्षार्थी और ये प्रशिक्षक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और ज्ञान साझा कर रहे हैं अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है वह है व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षकों के लिए अभ्यास का व्हाट्सएप समुदाय है क्योंकि वे सामान्य सीखने वाले समूह बनाते हैं आपको यह भी पता चलेगा कि प्रशिक्षक समूह वहाँ हैं प्रशिक्षक का बहुत संघ एक उदाहरण है फिर हम शिक्षार्थियों के समूह के बारे में बात करते हैं फिर यह बहुत लोकप्रिय हो जाता है कि प्रशिक्षक कैसे जुड़े हैं और वे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं फिर बच्चों के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है जो शिक्षकों के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त अनुप्रयोग अनुप्रयोग है और इसलिए जब हम विभिन्न कहानियों नैतिकता के पाठों को साझा करने के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इसका उपयोग गांव के क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर सकते हैं गांवों में हम इस विशेष तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और इस विशेष तकनीक का उपयोग कर सकते हैं अब यह रात के स्कूलों में शिक्षण और सीखने के वितरण को डिजिटल बना रहा है इसलिए यह एक और उदाहरण बन रहा है जहां हमारे पास इस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है अब माता पिता के साथ संचार अब हम जानते हैं कि शिक्षा उद्देश्य के लिए है सीखने के उद्देश्य के लिए छात्र दूर दूर से आते हैं और वे शहरों में रह रहे हैं अपने कोचिंग और सीखने के तरीकों के लिए लेकिन फिर माता पिता लगातार संपर्क में हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षक सीखने का समर्थन करने के लिए वीडियो बनाते हैं हमें अपने स्वयं के वीडियो बनाने होंगे और इस प्रकार हम उन वीडियो को दिखा सकते हैं जिनमें से एक मॉड्यूल में मैंने आपको दिखाया है कि हम अपने एमबीए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में कैसे हैं IIT रुड़की ने MBA छात्रों को भर्ती गतिविधि या प्रशिक्षण गतिविधि में वीडियो बनाने या अपना संगठन बनाने और रोल प्ले और व्यवहार मॉडलिंग करने के लिए कहा है तो ये कुछ निश्चित क्षेत्र हैं और आने वाले व्याख्यानों में भी मुझे इस पाठ्यक्रम के तहत प्रदर्शित किया जाएगा कि कैसे एक शिक्षक वीडियो बना सकता है और फिर सीखने के उद्देश्य से उन वीडियो का उपयोग कर सकता है कई प्रशिक्षक इन रिकॉर्डिंग्स को नहीं कर रहे हैं और कुशलतापूर्वक कक्षा प्रबंधन कर रहे हैं यदि रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर उसे ठीक से प्रलेखित किया जाना है और इन प्रलेखित वीडियो का उचित प्रबंधन होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों तक पहुंच बढ़ाई जा सके अब बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जैसा कि हम जानते हैं यहां मैं कई पाठ्यक्रमों का एम उदाहरण लूंगा फिर हम इंटरेक्टिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं और जब हम ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हम बड़े पैमाने पर बात करते हैं इसका मतलब है कि इससे अधिक हो सकता है एक MOOC में एक लाख से अधिक छात्र और फिर यह खुला है और कहीं भी पहुँचा जा सकता है कोई भी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकता है और इस प्रकार वे लोकप्रिय हो गए हैं मुझे याद है कि मेरी जापान यात्रा के दौरान जापान के एक प्रोफेसर ने MOOC कार्यक्रमों की सराहना की थी और कहा था "हाँ यह बहुत अच्छी पहल है और इसलिए आप सीखने का समुदाय बना रहे हैं और सीखने का समुदाय पीढ़ी को शिक्षित करेगा यह शिक्षित पीढ़ी निश्चित रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे मानव जाति के लिए समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी " ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से कोर्सवर्क भी दिया जा सकता है जिन पाठ्यक्रमों के बारे में हम बात कर रहे हैं वे अधिकांश ऑनलाइन कॉलेज पाठ्यक्रमों के समान हैं मुझे आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय संस्थानों सहित कई संस्थान हैं उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है यहां मैं एमबीए में विशेषज्ञता के मामले में एक उदाहरण लेना चाहूंगा इसलिए व्यक्ति इस क्रेडिट पाठ्यक्रमों के साथ एकल विशेषज्ञता दोहरी विशेषज्ञता और शायद विभिन्न संगठनों द्वारा आवश्यक तीन पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है विशेषज्ञता प्लेसमेंट रोजगार के अवसरों को रोजगार देने में मदद कर सकती है इसलिए इस प्रकार के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कुछ पाठ्यक्रमों को पूर्व पीएचडी के लिए भी स्वीकार किया जाता है इसलिए इसलिए कुछ विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार की मान्यता बनाई है और यदि अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों को क्रेडिट के लिए कमाई के रूप में अनुमोदित किया जाता है तो उनके पाठ्यक्रम के लिए कमाई होती है तो निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे कि डोम में भी एचआरएम विशेषज्ञता इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है और छात्र अपने क्रेडिट ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और यदि वे अपने क्रेडिट को बढ़ाते हैं तो वे प्लेसमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे अब यहाँ जब हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं ओपन पंजीकरण स्थानीय कॉहर्ट्स में संख्या बढ़ रही है फिर स्व पुस्तक प्रारंभ दिनांक कॉलेज क्रेडिट बैज प्रशिक्षकों की भूमिका समुदाय सीखना स्क्रिप्टेड मूल्यांकन और प्रतिक्रिया अब यह भी महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन और प्रतिक्रिया भी होगी फिर वास्तविक समय की बातचीत ऑनलाइन होगी फिर खुली सामग्री होगी जो नि शुल्क होगी और सस्ती होगी क्योंकि हम गुणवत्ता और कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब सामान्य तौर पर मैं प्रौद्योगिकी और सीखने की भूमिका के बारे में बात करूंगा इसलिए आमतौर पर जब भी हम बात कर रहे होते हैं जैसे कि YouTube और इंटरनेट एक्सेस पाठ्यक्रम उदाहरण के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों के लिए कोई भी सॉफ़्टवेयर जहां सीखने वाला आसानी से उस विशेष स्रोत तक पहुंच सकता है और देख सकता है कि कोई शुल्क नहीं है उसे बस कनेक्शन बनाना होगा इसलिए यदि इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है और बिना किसी शुल्क के पेश किया जाता है और सभी के लिए खुला है तो व्यक्ति सीख जाएगा फिर स्कूल में शीर्ष स्तर के प्रोफेसरों को उजागर करने की खुली पहुँच है जो अन्यथा वैश्विक स्तर पर दुनिया की आबादी के लिए अनुपलब्ध हैं वैश्विक स्तर पर जब विद्वान अपने ज्ञान को साझा करना चाहते हैं तो वे दस्तावेजों के रूप में आसानी से सुलभ हो जाएंगे या यह वीडियो के रूप में हो सकता है जिसमें खुली पहुंच होगी फिर पाठ्यक्रम अपने स्थान की परवाह किए बिना सभी के लिए खुले रहेंगे जिसके परिणामस्वरूप एक अधिक विविध छात्र आधार होगा स्वाभाविक रूप से मुझे याद है कि एक कोर्स है जो मैंने एशियाई व्यवसाय में हयांग विश्वविद्यालय कोरिया के लिए आयोजित किया है और फिर मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया जब मैं इस विशेष विषय को पढ़ाने के लिए सियोल में था यह सब प्रौद्योगिकी की मदद से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिक विविध विषय आधार थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो छात्र पंजीकृत थे वे इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए 23 से अधिक देशों से थे इसलिए इस प्रकार का व्यायाम महत्वपूर्ण है छात्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अपने साथियों के साथ सहयोग कर सकते हैं न केवल वे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों से सीख सकते हैं बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साथियों का विकास भी कर सकते हैं और इस प्रकार यह क्रॉस कल्चरल लर्निंग में मदद करता है अधिक क्रॉस कल्चरल लर्निंग के मामले में एक दूसरे की संस्कृति के बारे में अधिक एक्सपोजर और समझ होगी और सीखने का माहौल बनेगा आगे लाभ यह है कि छात्र काम कर सकते हैं यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो हम सहकर्मी सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकता है फिर एक प्रतिक्रिया हो सकती है इस तरह की प्रतिक्रियाएं प्रेरित करने में भी मदद कर सकती हैं कभी कभी यह विचारोत्तेजक भी हो सकता है तो हम ऐसे विशेष कार्यक्रमों के लिए जा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि वे छात्रों के बीच बातचीत प्रदान करते हैं उत्साही प्रोफेसरों ने ज्ञान के वैश्विक साझाकरण को अधिक आकर्षक पाया है तो हम सब क्या ढूंढ रहे हैं हम एक दूसरे से सीखने और अपने ज्ञान को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए देख रहे हैं इसलिए इस प्रकार के स्रोत अधिक ज्ञान प्राप्त करने और कैनवास का विस्तार करने में मदद करते हैं फिर इस MOOC में वे अपने ज्ञान साझाकरण में सुधार करते हुए अपने शैक्षणिक तरीकों का मूल्यांकन करते हैं जब हमारे पास शिक्षाशास्त्र के तरीकों और इस प्रकार के ज्ञान साझाकरण डेटाबेस के लिए खुली पहुंच है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि अन्य लोग कैसे ज्ञान को साझा कर रहे हैं और वे किस शैक्षणिक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और फिर हम उन शैक्षणिक प्रणाली को शामिल कर सकते हैं हमारी कक्षा लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हमने फायदे के बारे में बात की है लेकिन तकनीक के उपयोग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं नियमित पाठ्यक्रमों में यह अनिवार्य है कि यदि कोई छात्र पंजीकृत है तो वह पूरे पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है जबकि इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मामले में यह संभव हो सकता है कि उनमें से कुछ के पास पूर्व अनुभव है और फिर उनके लिए यह मुश्किल हो जाता है जारी रखें और वे छोड़ सकते हैं नियमित पाठ्यक्रम के मामले में ड्रॉपआउट ओपन सोर्स पाठ्यक्रमों की तुलना में बहुत कम हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षार्थी अपने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से जारी रख सकें और पूरा कर सकें अब यह भी नुकसान में से एक है क्योंकि कभी कभी एक धक्का की आवश्यकता होती है अगर एक धक्का होता है तो छात्र सीखने में सक्षम होगा अन्यथा पहले पहलू की तरह वे यहां भी छोड़ देंगे फिर तीसरा बिंदु यह है कि खुले स्रोतों में कम मजबूरी है तो फिर क्या आवश्यक है जो आवश्यक है वह यह है कि यह स्व निर्देशित और आत्म प्रेरित होना चाहिए स्व प्रेरणा सबसे अच्छी प्रेरणा है लेकिन कुछ निश्चित परिवेश के कारण सीखने का वातावरण परिदृश्य एक धक्का प्रशिक्षु के लिए एक धक्का है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है जैसे एक माँ एक बच्चे को बताती है उन्हें मजबूर करती है कि वे ऐसा कर सकते हैं इसी तरह ट्रेनर को यह बताना होगा कि हां आप कर सकते हैं और आपको करना है लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में गंभीर स्थिति में यह मुश्किल हो जाता है कि शिक्षार्थी बाहर न निकल जाए लेकिन इसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है अब मैंने उल्लेख किया है कि बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार की पहुंच है इसलिए तकनीकी समस्याएं होंगी और यदि तकनीकी समस्याएं हैं तो इस प्रकार के खुले स्रोत कार्यक्रमों को जारी रखना मुश्किल होगा लोगों तक पहुंच नहीं हो सकती है वे निरंतरता नहीं हो सकती है और यदि निरंतरता नहीं है तो वे मुश्किल पाएंगे और प्रेरणा कम होगी इसलिए जब वे पहुंचना चाहते हैं तब पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर निर्भर करेगा और अगर शहर या गाँव में कभी कभी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं हो सकती है अब मैंने उल्लेख किया है कि बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार की पहुंच है इसलिए तकनीकी समस्याएं होंगी और यदि तकनीकी समस्याएं हैं तो इस प्रकार के खुले स्रोत कार्यक्रमों को जारी रखना मुश्किल होगा लोगों तक पहुंच नहीं हो सकती है वे निरंतरता नहीं हो सकती है और यदि निरंतरता नहीं है तो वे मुश्किल पाएंगे और प्रेरणा कम होगी इसलिए जब वे पहुंचना चाहते हैं तब पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर निर्भर करेगा और अगर शहर या गाँव में कभी कभी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं हो सकती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जो इंटरनेट है अगर वह इस प्रकार के कार्यक्रम में मजबूत नहीं है तो यह शिक्षार्थियों द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा कई बार हम वैश्विक पहुंच के बारे में बात करते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कक्षा में प्रशिक्षु खुद को वास्तविक दुनिया से संबंधित होने में सक्षम होना चाहिए और यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वह मिल जाएगा यह मुश्किल है और वह तुरंत पूछेगा कि मैं वास्तविक दुनिया से कैसे जुड़ सकता हूं लेकिन यहां इस मामले में वास्तविक विश्व जुड़ाव होगा और यदि वास्तविक दुनिया की सगाई सीमित है तो शिक्षार्थियों की प्रेरणा का मिलान करना मुश्किल होगा इसलिए इन विशेष एमओओसी कार्यक्रम के बारे में कुछ निश्चित डेमो हैं अब मैं इस विशेष बिंदु को लेना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय वेब पर शिक्षा को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं डैफ्ने कोल्लर और स्टैनफोर्ड के एंड्रयू एनजी ने ऑनलाइन शिक्षा उद्यम की स्थापना की है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ कौरसेरा के साथ सहयोग किया है तो ये अलग अलग प्रयास हैं उनके द्वारा उच्च श्रेणी के प्रयास किए जाते हैं इस प्रकार प्रशिक्षक अपने अंत तक भी प्रयास कर सकते हैं इसलिए यदि इस प्रकार के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उनमें से कई लोगों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं और यदि उन्हें लगता है कि कनेक्ट करने और सीखने साझा करने निर्माण और भंडारण वितरण और मूल्यांकन के लिए अधिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम ज्ञान प्रबंधन के वेंडी रूथ मॉडल के बारे में बात करते हैं तो इसका उपयोग करना आसान होता है और निश्चित सीमा के बाद यह सीखना आसान होता है और योगदान करना आसान होता है निर्माण करने के लिए अगले तीन चरण निरंतर हैं पहुंच और विभाजक क्योंकि जब किसी कक्षा में फिजिकल ट्रेनर नहीं होता है तो वह चुनौतीपूर्ण हो जाता है लेकिन इस प्रकार के प्रयासों से हमें लाभ मिलता है इस प्रकार बारह विश्वविद्यालयों को कसेरा में जोड़ा गया है इस प्रकार के विश्वविद्यालय वेब पर पुन आकार दे रहे हैं एक वैश्विक गाँव बनाया गया है इसलिए तकनीक और समझ की भूमिका के कारण यह विश्व एक सीखने वाला गाँव बन रहा है अब यह हो रहा है कि कई लोग प्रौद्योगिकी की मदद से दूसरों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कई बार यह नि शुल्क है यह एक खुला स्रोत है और इसलिए बहुत कम प्रयासों से व्यक्ति ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सीख सकता है कोई भी ज्ञान के विभिन्न स्तरों को सीख सकता है और उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों के साथ जुड़ सकता है और उन विश्वविद्यालयों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है कि वे के बारे में सपना देखा है इस प्रकार के प्रेरक वातावरण और समुदाय शिक्षार्थियों को विकसित करने में मदद करेंगे इसलिए उच्च शिक्षा में एकल सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग का उल्लेख किया गया है जो कि ऑनलाइन शिक्षा मंच है कोर्टेरा कुलीन शिक्षा को 21 वीं सदी में खींचना चाहती है और अब यह अकादमिक से खरीद हो रही है यह शोधकर्ता ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक अच्छा संकेत साबित हो सकता है एक ऐसा क्षेत्र जो परंपरागत रूप से कम लाभ वाले कॉलेजों पर हावी हो गया है जो कि ज्यादातर उनके गैर भर्ती प्रथाओं और खराब परिणामों के लिए जाना जाता है इसलिए इस प्रकार की चुनौतियां हैं फिर एडटेक देव ने एमओओसी से क्या समस्या है इस बारे में बात की यह परेशान कर रहा है कि किसी भी प्रमुख प्रदाता ने अपने पाठ्यक्रमों के डिजाइन में मदद करने के लिए किसी भी प्रशिक्षित अनुदेशात्मक डिजाइन शिक्षण विज्ञान शिक्षा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम डिजाइन या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को काम पर नहीं रखा है अब यहां हमने इस बारे में बात की है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैसे डिजाइन किया जाए और इसलिए कुछ हद तक इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे इस प्रकार की उन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं जो अपने पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने के तरीके हैं और वे बहुत सारे प्रोग्रामर हैं इसलिए अंत में मैं यह चाहता हूं कि 9 आसान चरणों में MOOC की योजना और संचालन कैसे करें एक विषय और श्रोता खोजें फिर किसी को सामग्री और बातचीत के स्थान को सिखाने और निर्धारित करने के लिए खोजें मुझे लगता है कि इस प्रकार के मुद्दों पर इस प्रकार के कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं लेकिन पिछली स्लाइड में मैं इसके बारे में उल्लेख करता हूं कि यह उनके पाठ्यक्रमों का डिजाइन है यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन रहा है हमने आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही तरीके से डिजाइन करने के तरीके के बारे में बात की है इसलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है इसलिए जब हम प्रशिक्षकों के बारे में बात करते हैं तो सामग्री का निर्धारण कैसे करें क्योंकि सामग्री को बहुत विशिष्ट होना चाहिए कार्यक्रम के डिजाइन के दौरान यह समझदारी से तय किया जाना चाहिए कि सामग्री क्या होनी चाहिए और तदनुसार हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करेंगे फिर हमारे पास सीखने वालों की निर्माण गतिविधियाँ होंगी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यानी सीखने वालों के अनुभव के लिए हाथ जब हम हाथों के अनुभव के बारे में बात करते हैं तो हम OJT के बारे में बात करते हैं जो नौकरी प्रशिक्षण पर है मैंने बातचीत के लिए अधिक से अधिक रिक्त स्थान बनाने के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकारों के बारे में चर्चा की है अब सरल उदाहरण मैं पीपीओ के बारे में बताना चाहूंगा जब हम पीपीओ के बारे में बात करते हैं जिसका अर्थ है प्री प्लेसमेंट ऑफर और छात्रों के प्लेसमेंट के मामले में यह उम्मीद है कि अधिक से अधिक उद्योग अकादमियां इंटरैक्शन और उद्योग अधिक प्लेसमेंट की पेशकश करेगा पूर्व प्लेसमेंट पीपीओ प्रदान करता है इस उद्देश्य के लिए पाठ्यक्रम सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रदान करता है जो आगे अनुभव और वितरण प्रदान करता है यह संगठन के लिए बातचीत का स्थान बन रहा है फिर निरंतर उपस्थिति की योजना आती है जब भी हम इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ट्रेनर के बारे में बात करते हैं तो उसकी उपलब्धता और उसकी पहुँच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपको पहुंच और शिक्षार्थियों की सृजन गतिविधियाँ बनानी होंगी यही कारण है कि आपको लगातार मौजूद रहना होगा यदि आपके पास निरंतर उपस्थिति है तो वे ट्रेनर तक आसानी से पहुंच सकते हैं यह ट्रेन को प्रभावी ढंग से चलाने और उनकी समस्याओं को हल करने में भी मदद करेगा यदि प्रशिक्षु किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं तो वे बातचीत से दूर कर सकते हैं इस इंटरैक्शन के लिए स्थान ऑनलाइन और तकनीक की मदद से हो सकता है इस प्रकार के ओपन सोर्स प्रोग्राम में ट्रेनर और प्रशिक्षु के बीच की दूरी कम से कम हो जाएगी इसलिए प्रौद्योगिकी दूरी को कम करने में मदद करती है और सीखने वाला गतिविधियों की संख्या बना सकता है अब हम अपने अगले सत्र में कुछ गतिविधियों का प्रदर्शन भी करेंगे जैसे भूमिका निभाना और व्यवहार मॉडलिंग और यह एक विचार देगा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कैसे किया जा सकता है ज्ञान को बढ़ावा देने और साझा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है जितना अधिक आप प्रचार करेंगे और ज्ञान बेहतर होगा लोकप्रियता उतनी बेहतर होगी और इस प्रकार के कार्यक्रमों और अंत में पुनरावृति और सुधार तक पहुंच होगी इसलिए उस मामले में सब कुछ सही होगा तो यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है हमें सुधार और सुधार करते रहना है प्रदर्शन जो हम दिखा रहे हैं हमें ताकत और कमजोरियों का पता लगाना होगा इस ताकत से हमें अवसर मिलने वाले हैं और कमजोरियों से हमें खतरों को ढूंढना है और हमें उन खतरों से पार पाना है यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपने उद्देश्य उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री और दर्शकों को समझना जारी रखना चाहिए इसलिए यदि उन्हें लगता है कि यह एक नियमित कार्यक्रम है तो उन्हें लगता है कि वे सीख रहे हैं इसलिए शिक्षार्थी को किसी भी समय पदावनत नहीं किया जाना चाहिए और उसे यह पता लगाना चाहिए कि जो भी सामग्री है वह निशान तक होनी चाहिए यदि शिक्षार्थी को यह मुश्किल लगता है तो वह उस विशेष कठिन समस्या तक पहुँच सकता है और इस तरीके की निरंतर प्रक्रिया से सुधार सीखने और पहुँच को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है निरंतर उपस्थिति शिक्षार्थी को यह एहसास दिलाएगी कि वह निरंतर सीखने में शामिल है तो यह सब MOOC की योजना के बारे में है और इस प्रकार के ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाना बहुत लोकप्रिय हो गया है यहाँ मैं प्रौद्योगिकी की भूमिका के दूसरे भाग के बारे में समाप्त करूँगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करूँ पाठ्यक्रमों से मदद मिलेगी मेरी इच्छा है कि आपके जैसे अधिक से अधिक प्रशिक्षक होंगे और प्रशिक्षण के तरीकों को लोकप्रिय बनाएंगे धन्यवाद